नमस्ते आज मैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर एक सत्र ले रहा हूं जो CST माइक्रोवेव स्टूडियो है जहां CST कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के लिए है मूल रूप से यह सॉफ्टवेयर उच्च फ्रीक्वेंसी सिमुलेशन के लिए एक मॉडलिंग पैकेज है तो चलिए CST सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं इसलिए ऐसा करने के लिए CST माइक्रोवेव स्टूडियो को ओपन करें जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको दो मेन्यू दिखाई देंगे एक फाइल है दूसरा होम है तो फ़ाइल में कन्वेंशनल मेनू दिखाई देता है जहाँ आप फ़ाइल को अपने सिलेक्टेड नाम से सेव कर सकते हैं या आप पहले से बनाई गई फ़ाइलों को खोल सकते हैं या आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं और यहाँ आप लाइसेंस और प्रोजेक्ट के लिए अन्य संबंधित जानकारी देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन होम है इस ऑप्शन में आप नई प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप विभिन्न विंडो देख सकते हैं जो विंडो यहां दिखाई गई हैं वे वर्क स्पेस विंडो और प्रोग्रेस विंडो हैं तो जो कुछ भी यहाँ पर टिक किया जाता है उन विंडो को इस पाठ्यक्रम में यहाँ डिस्प्ले किया जाता है सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में बताएंगे फिर हम एक सब्सट्रेट FR 4 पर 1 GHz पर एक फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 44 और मोटाई 08 mm है इसलिए सबसे पहले बस एक नया प्रोजेक्ट बनाएं जो नए और रीसेंट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें इसलिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप इस विंडो को देखेंगे जहाँ आपको विभिन्न उप मॉड्यूल मिलेंगे तो इस उप मॉड्यूल के अनुरूप आप विभिन्न प्रकार के सर्किट देख सकते हैं यदि आप इस मेनू को सिलेक्ट करते हैं तो आप PCB पैकेज और अन्य चीजों को डिजाइन कर सकते हैं इसी तरह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं इसलिए इस विशेष सत्र में हम फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे इसलिए हम माइक्रोवेव RF और ऑप्टिकल मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि हम फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें सर्किट और कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें अगली विंडो में हम विभिन्न उप मॉड्यूल देखेंगे अब मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि हम फिल्टर डिजाइन करेंगे इसलिए हम इस फिल्टर प्लानर फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे और यदि हम वेवगाइड कैविटी कपलर और अन्य चीजों को डिजाइन करना चाहते हैं तो तदनुसार हम संबंधित मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे तो प्लानर फिल्टर पर क्लिक करें और फिर अगले ऑप्शन पर जाएं अब आपको विभिन्न सॉल्वर दिखाई देंगे जिनका उपयोग वह अपने सिमुलेशन के लिए कर सकता है तो फ़्रीक्वेंसी डोमेन सॉल्वर टाइम डोमेन सॉल्वर हैं और तो कुछ अन्य सॉल्वर भी हैं इसलिए इस बार टाइम डोमेन सॉल्वर का उपयोग ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए किया जाता है क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन सॉल्वर अधिक उपयुक्त होता है इसलिए यहां हम ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिमुलेशन देखना चाहते हैं इसलिए मैं टाइम डोमेन सॉल्वर को सिलेक्ट करूंगा तो टाइम डोमेन सॉल्वर पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर जाएं फिर यहां हमें प्रारंभिक सेटिंग्स जैसे डायमेंशन फ्रीक्वेंसी टाइम टेंपरेचर वगैरह देने की आवश्यकता है क्योंकि मैं उल्लेख करता हूं कि हम 1 GHz पर फिल्टर डिजाइन करेंगे इसलिए मैं इन डायमेंशनों को रखूंगा क्योंकि यह है कि मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा अगले भाग में आपको उस फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन करने की आवश्यकता है जिसके लिए आप सिमुलेशन करना चाहते हैं इसलिए यहां मैं 05 GHz से 35 GHz तक फ्रीक्वेंसी दूंगा फिर यदि आप बीच में E फील्ड H फील्ड या फार फील्ड रेडिएशन पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप अपने मॉनिटर को तदनुसार डिफाइन कर सकते हैं इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यह अंतिम फ्रीक्वेंसीयों और सेंटर फ्रीक्वेंसी लेता है इसलिए जब मैंने E फील्ड H फील्ड या फार फील्ड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां तीन मॉनिटर डिफाइन किए गए हैं जो अंत फ्रीक्वेंसी और सेंटर फ्रीक्वेंसी के अनुरूप हैं अब जब से मैंने कहा कि मैं 1 GHz पर फिल्टर डिजाइन कर रहा हूं इसलिए मैं एक मॉनिटर 1 GHz पर रखूंगा और अन्य मॉनिटर मैं तीसरे हार्मोनिक पर रखूंगा जो कि 3 GHz का है तो फिर नेक्स्ट क्लिक करें अब इसने कुछ डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक टेम्पलेट बनाया है तो यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार नाम बदल सकते हैं इसलिए अभी मैं इसे केवल नाम के रूप में बदलूंगा फ़िल्टर के रूप में आप देख सकते हैं कि हमने जो भी टेम्पलेट बनाया है वह रेलीवेंट इनफॉरमेशन यहां दी गई है तो डायमेंशन mm में फ्रीक्वेंसी GHz में है टाइम नैनोसेकंड में है और टेंपरेचर केल्विन में है जहां फ्रीक्वेंसी 05 से 35 GHz तक है और मॉनिटर 05 GHz 1 GHz और 3 GHz पर है इसलिए हमने प्रारंभिक सेटिंग्स को डिफाइन किया है अब इसे समाप्त करें जब आप इसे समाप्त करते हैं तो यह एक टेंपरेरी प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाएगा आप देख सकते हैं कि यहां विभिन्न मेनू हैं तो एक फ़ाइल मेनू है जिसे हमने पहले ही समझाया है फ़ाइल मेनू के बारे में नेक्स्ट एक मॉडलिंग मेनू है इसमें पहला ऑप्शन इंपोर्ट है इसलिए इस ऑप्शन का उपयोग करके आप सब प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जो CST में बनाए गए थे आप विभिन्न 3D मॉडल जैसे कि सेट मॉडल IGS मॉडल वगैरह को भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इन मॉडलों को आसानी से ज्योमेट्री बनाने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं यदि आपने इस ज्योमेट्री को किसी अन्य सॉफ़्टवेयर में बनाया है तो आप दिए गए फॉर्मेट में 2D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं इसी तरह यदि आप CST से मॉडल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सेट फॉर्मेट IGS फॉर्मेट स्टब फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विभिन्न मॉडल जो भी यहाँ दिए गए हैं और आज के लिए आप गरबेर फ़ाइल बना सकते हैं GDS फ़ाइल वगैरह अगले भाग बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी शामिल हैं यहाँ आप डिफॉल्ट बैकग्राउंड देख सकते हैं तो आप कंडक्टिविटी εrμr को डिफाइन करते हुए प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड मटेरियल को बदलना चाहते हैं तो आप मटेरियल बदल सकते हैं लेकिन यहां हम बैकग्राउंड मटेरियल को हवा के रूप में रखना चाहते हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं बदलेंगे अगला भाग मटेरियल लाइब्रेरी है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से CST में कई मटेरियल होती हैं जो प्रीडिफाइंड हैं और उनके लाइब्रेरी को CST में इनपुट किया जाता है तो आप उन मटेरियल की सूची देख सकते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं CST हैं आप यहां देख सकते हैं अब आप एक नए लाइब्रेरी जो यहाँ नहीं दिया जाता है आप यहां से कोई नई मटेरियल लाइब्रेरी बना सकते हैं और फिर εrμr कंडक्टिविटी को डिफाइन करें और अन्य चीजें बस मटेरियल लाइब्रेरी को डिफाइन करने के लिए है फिर अगला ऑप्शन ज्योमेट्रीज़ से संबंधित है आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्री डिफाइंड शेप्स दी गई हैं तो आप आसानी से इन शेप्स को बना सकते हैं बस इस पर क्लिक करें यहां क्लिक करें फिर आप डबल क्लिक करें और ज्योमेट्री बनाएं आप देख सकते हैं कि जहां भी मैं माउस को क्लिक करता हूं उसके अनुसार यह डायमेंशन लेता है और इसने उसी के अनुरूप ज्योमेट्री बनाई है तो यह ज्योमेट्री है जिसे मैंने बनाया है तो यह एक मूल रैक्टेंगुलर शेप है अगर आप इस स्फीयर को बनाना चाहते हैं तो आप इस स्फीयर को भी बना सकते हैं इसी तरह अगर आप कोन बनाना चाहते हैं तो आप कोन बना सकते हैं इसी तरह अगर आप टोराइड बनाना चाहते हैं तो आप टोराइड बना सकते हैं अगर आप सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो आप सिलेंडर को भी सिर्फ डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने माउस को उस ऊँचाई में ले जाएँ जो आपकी आवश्यकता के अनुसार सिलेंडर का निर्माण करेगा तो ये प्री डिफाइंड ऑप्शन हैं कुछ अन्य ऑप्शन हैं जैसे कि एक्सट्रूड ऑप्शन एक्सट्रूड ऑप्शन का उपयोग करने के लिए आपको एक फेस को सिलेक्ट करना होगा तो फेस को सिलेक्ट करने के लिए बस दाईं ओर जाएं यहां एक ऑप्शन पिक दिया गया है पिक में आप पिक पॉइंट्स ले सकते हैं आप उन एजेस को चुन सकते हैं जिन्हें आप फेस और अन्य चीजों को चुन सकते हैं जो यहां दिया गया है इसलिए अगर मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूं तो मुझे एक फेस को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूं और यदि मैं एक्सट्रूड उपयोग करता हूं तो मैं इस विशेष फेस पर कुछ ऊंचाई अगर कहें 05 देकर शेप बना सकता हूं अब मैं चाहता हूं कि इसे टविस्ट कर दिया जाए हम कहें कि 60० हो सकता है और 700 से टेपर्ड किया जा सकता है और अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मैं मटेरियल बदल सकता हूं तो मान लें कि अगर मैं इसे PEC में बदल देता हूं तो मैं इसे यहां बदल सकता हूं फिर आप देख सकते हैं कि यह मुड़ गया है और साथ ही यह पतला है तो इन ऑप्शनों के द्वारा आप विभिन्न ज्योमेट्री बना सकते हैं मान लीजिए कि यदि आप कुछ प्रकार की ज्योमेट्री में रुचि रखते हैं जो यहां नहीं दी गई है तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन कर्व का उपयोग करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए आप एक पेंटागॉन बनाना चाहते हैं तो इस पोलीगोन ऑप्शन का उपयोग करें फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें फिर नेक्स्ट पॉइंट पर डबल क्लिक करें और फिर डबल क्लिक करें तो इसने एक पोलीगोन बनाया है लेकिन इसमें केवल वायर होते हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी ज्योमेट्री 3 D पोलीगोन थे इसलिए इन पोलीगोन के अनुरूप एक ठोस यहाँ बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं हालाँकि यह वायर है तो इस विवरण से संबंधित यह इस कर्व में दिया गया है अब यदि आप इसका उपयोग करके एक पोलीगोन बनाना चाहते हैं तो आपको इस कर्व टूल को सिलेक्ट करना होगा एक्सट्रूड ऑप्शन एक्सट्रूड कर्व का उपयोग करें फिर इस पर डबल क्लिक करें और इसके लिए एक मोटाई दें जिसके लिए आप एक पोलीगोन बनाना चाहते हैं मान लीजिए कि मैं यहां 05 दूंगा तो यह एक पोलीगोन बनाएगा अब आप देख सकते हैं कि यह एक पोलीगोन बनाया गया है जो ठोस 7 है तो इस तरह से आप अपने इच्छित शेप का पोलीगोन बना सकते हैं तो ये ऑप्शन हैं अब यदि आप एक एज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पिक एज को सिलेक्ट करना होगा और फिर संबंधित एज पर डबल क्लिक करना होगा तो इस तरह से आप संबंधित एज को सिलेक्ट करेंगे इसी तरह के यदि आप एक एज के मिडल प्वाइंट या एंड प्वाइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से संबंधित ऑप्शनों का उपयोग कर सकते हैं अब यदि आप यह साफ़ करना चाहते हैं कि यह पिक्स इस ऑप्शन का उपयोग करता है तो यह प्रॉपर्टी का ऑप्शन है जो वर्कस्पेस में बनाई गई वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है तो यह वर्कस्पेस है जहां हम एक पूर्ण ज्योमेट्री बनाते हैं अगली हिस्ट्री लिस्ट है यह ऑप्शन बहुत उपयोगी है जब हम किसी विशेष ज्योमेट्री को डिबग करना चाहते हैं यदि कुछ एरर हैं तो यह विशेष ऑप्शन उन एरर को डीबग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है जो हमने बनाई हैं मैं इस ऑप्शन के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा अगला कैलकुलेटर है यहां आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं और यह आपको रिजल्ट देगा यदि मान लें कि चलो हम 20 30 कहते हैं तो फिर यह प्रोडक्ट बनाएगा और रिजल्ट 600 होगा इसलिए इसी तरह से आप विभिन्न एक्सप्रेशन दे सकते हैं और यह आपको उसी के अनुरूप मूल्य देगा इसके बाद WCS है CST में डिफ़ॉल्ट रूप से WCS यहां दो प्रकार की कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक अन्य लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यह xyz ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं बदल सकते इसलिए यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी विशेष स्थान पर बदलना चाहते हैं तो हमें इस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए इसलिए सामान्य तौर पर मैं यह सुझाव दूंगा कि जब भी आप अपने डिज़ाइन को इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके काम करें अब यदि आप एज या विशेष पॉइंट के साथ इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलाइन करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शनों के साथ आसानी से कर सकते हैं अगला एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसलिए यदि आप कट करना चाहते हैं और यदि आप विशेष रूप से इंसटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस विशेष मेनू का उपयोग यहां x प्लेन में कर सकते हैं आप यह देख सकते हैं कि यह x 3 के क्रॉस सेक्शनल व्यू का उपयोग करके दिखाया गया है आप लोकेशन बदल सकते हैं इसी तरह आप इसे y प्लेन में देख सकते हैं और उसी तरह से जहाँ कभी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन सिमुलेशन है तो पहले एक फ्रीक्वेंसी है इसलिए यदि आपने पहले फ्रीक्वेंसी को डिफाइन नहीं किया है तो यहां आपको फ्रीक्वेंसी का उल्लेख करना चाहिए अगला ऑप्शन बैकग्राउंड है इसलिए बैकग्राउंड में मैंने पहले ही बता दिया था कि हम सामान्य उपयोग कर रहे हैं यदि आप इसे बाद के स्टेज में बदलना चाहते हैं तो आप यहां बदल सकते हैं अगली बाउंड्री हैं इसलिए हमारे मामले में बाउंड्री का उपयोग किया जाएगा तो यहाँ आप विभिन्न प्रकार की बाउंड्री का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि परफेक्ट इलेक्ट्रिक वॉल परफेक्ट मैग्नेटिक वॉल ओपन एड स्पेस वगैरह इसलिए हम ओपन एड स्पेस का उपयोग करेंगे इसलिए मैं उन सभी डायरेक्शन में परिवर्तन करूंगा फिर ये जानकारी पोर्ट से संबंधित हैं इसलिए माइक्रोस्ट्रिप के मामले में हम वेवगाइड पोर्ट का उपयोग करेंगे और वायर एंटेना के मामले में हम डिस्क्रिट पोर्ट का उपयोग करेंगे अगला पार्ट लम्प्ड एलिमेंट है तो लम्प्ड एलिमेंट में हम RLC कंपोनेंट प्रदान कर सकते हैं डायोड हम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्पेसिफिकेशन को प्रदान कर सकते हैं और इसके अनुसार यह आपको सिम्युलेटेड रिजल्ट देगा अगला फ़ील्ड मॉनिटर है इसलिए यदि आप E फ़ील्ड H फ़ील्ड की सतह के लिए एक फ़ील्ड मॉनिटर डिफाइन करना चाहते हैं या जो भी यहाँ दिए गए हैं तो आप इसे किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पॉइंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं अगला वोल्टेज मॉनीटर करंट मॉनीटर है तो आप इन सभी मॉनिटरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार लागू कर सकते हैं अगला है ट्रांजियंट सॉल्वर जिसे आपने चुना है अगला ऑप्शन ऑप्टिमाइज़र है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यह कुछ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथ्म प्रदान करता है जैसे आप यहां CMA इवोल्यूशन और इस ट्रस्ट क्षेत्र फ्रेम वर्क को देख सकते हैं तो इन एल्गोरिदम का उपयोग ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है यदि आप इसे किसी विशेष फ़ंक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप उस फ़ंक्शन को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं तो ये ऑप्शन यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगला भाग पैरामीटर स्वीप है मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा अगला लॉक फाइल है जो फिर से रिजल्ट दिखाएगा मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा इन ऑप्शनों के बारे में मैंने पहले ही समझाया है यह एक मेष व्यू है जो आपकी स्ट्रक्चर का मेश्ड व्यू दिखाएगा अगला ग्लोबल प्रॉपर्टी है इसलिए यदि आप महीन मशीन या शायद अपेक्षाकृत अधिक साइज के मेष साइज चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं इन चीजों को नहीं बदलूंगा अगले सेक्शन इंटरसेक्शन चेक है इसलिए यदि कुछ पोलीगोन एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं तो इस विशेष सेक्शन इंटरसेक्शन चेक का उपयोग किया जाना चाहिए एक अन्य इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है तो इस विशेष ऑप्शन का उपयोग पोलीगोन के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की जांच के लिए किया जाता है तो यह विशेष विंडो एस पैरामीटर जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग पैरामीटर के लिए है गेन फार फील्ड और अन्य चीजों को हासिल करें तो ये ऑप्शन हैं जो आप टेम्पलेट बेस्ड प्रोसेसिंग से भी कोशिश कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आप इन ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं 2D फार फील्ड रिजल्ट फार फील्ड ऐन्टेना प्रॉपर्टी एस पैरामीटर और उन सभी चीजों के अनुसार है और तदनुसार आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं और अंतिम ऑप्शन स्ट्रक्चर व्यू से संबंधित है आप इस स्ट्रक्चरल डिजाइन को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं केवल रोटेट करके या ज़ूम इन जूम आउट करके उन अन्य चीज़ों पर जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं इस ऑप्शन में यहाँ आप विंडोज़ में देख सकते हैं आप अपनी रूचि की विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कुछ भी आप मान लेना चाहते हैं यदि हम करेंगे और इस विंडो को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं इस नेविगेशन विंडो को नहीं देख सकता और यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यह फिर से दिखाई देता है इसलिए मैं आपको इस नेविगेशन विंडो में इस पॉइंट पर इन ऑप्शनों के बारे में बताना चाहता हूं ये स्ट्रक्चर के मॉडलिंग से संबंधित हैं और इसके नीचे ये पोस्ट प्रोसेसिंग पैरामीटर से संबंधित हैं जो डिजाइन के रिजल्ट को दर्शाता है यह एक पैरामीटर लिस्ट विंडो है यहां हम विभिन्न पैरामीटर को डिफाइन करते हैं यहां आप वेरिएबल नाम और मान दे सकते हैं और हम बाद के स्टेज में याद रखने के लिए उनके प्रकार को डिफाइन कर सकते हैं अगला एक मैसेज विंडो है जो सिमुलेशन में आने वाली विभिन्न प्रकार की एरर या अलर्ट या वार्निंग को डिस्प्ले करता है अगला भाग एक प्रोग्रेस विंडो है जो सिमुलेशन की स्टेटस को दिखाता है जब हम इसे चलाते हैं कि यह पूरा हो गया है या नहीं हम फ़िल्टर डिज़ाइन के साथ शुरू करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम FR 4 सब्सट्रेट पर फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं फ़िल्टर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसे 1 GHz के रूप में लेते है सबसे पहले एक सब्सट्रेट को डिफाइन करने के लिए मॉडलिंग पर जाएं और हम जानते हैं कि एक सब्सट्रेट मूल रूप से एक ब्रिक है इससे पहले कि मैं सिर्फ यह सुझाव दूंगा कि हमने जो कुछ भी ज्योमेट्री बनाई है वह पहले उन सभी ज्योमेट्रीयों को हटा दें क्योंकि वे ज्योमेट्री आपको एक रेफरेंस देने के लिए बनाई गई थीं कि इस विशेष इंटरफ़ेस का उपयोग करके किस प्रकार के ज्योमेट्री बनाए जा सकते हैं तो ब्रिक पर दबाएं फिर एस्केप करे फिर आप यहां देख सकते हैं कि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिव है इसलिए u डायरेक्शन में हम इसकी लंबाई लेते है और हम इसे चौड़ाई के रूप में लेते हैं इसलिए अब लंबाई के लिए मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि आप वेरिएबल पैरामीटर के संदर्भ में इन लंबाई और चौड़ाई को डिफाइन करें क्योंकि यहां यदि आप इसे कांस्टेंट के संदर्भ में डिफाइन करते हैं तो बाद के स्टेज में यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो अधिक टाइम लगेगा क्योंकि प्रत्येक स्टेज में आपको इसे मैनुअली बदलना होगा जबकि आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं आपको बस वेरिएबल में बदलने की जरूरत है यह ऑटोमेटिकली बदल जाएगा मैं आपको बाद के स्टेज में दिखाऊंगा तो हम इसे केवल एक सब्सट्रेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं शायद सब को वेरिएबल नाम के रूप में l तो अगला सिर्फ़ इस टर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिमेट्रीक रूप में रखते है और फिर इसे 0 से w सब्सट्रेट में डिफाइन करते है और सब्सट्रेट की मोटाई हम कहें h सबस्ट्रेट लेते हैं अब मैं इन पैरामीटर l सब्सट्रेट को डिफाइन करूँगा मैं ले रहा हूँ 20 हो सकता है w 70 और फिर h हम 08 mm मोटी सब्सट्रेट का उपयोग कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट एक है आप दूसरे कंपोनेंट में बदल सकते हैं और यदि आप इसे उसी कंपोनेंट में रखना चाहते हैं तो आप उसी कंपोनेंट में रख सकते हैं और मैं सब्सट्रेट के रूप में सॉलिड का नाम बदलना चाहता हूं मटेरियल चूंकि मैंने आपको बताया था कि हम FR 4 सब्सट्रेट का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे पास लाइब्रेरी में FR 4 सब्सट्रेट है या नहीं इसलिए हमें लाइब्रेरी में बस इसे चेक करने की आवश्यकता है इसे ठीक से जांचने के लिए नीचे स्क्रॉल करें तो FR4 लॉसी आप देखते हैं कि हमने चुना है यह सब्सट्रेट है जिसे हमने डिफाइन किया है अब हमें नीचे की तरफ एक ग्राउंड प्लेन बनाने की आवश्यकता है तो बस इस फेस को सिलेक्ट करें और फिर एक्सट्रूड ऑप्शन का उपयोग करें और इसे ग्राउंड के रूप में नाम दें और कॉपर के लिए t के रूप में एक ऊंचाई दें और t 35 μ का उपयोग करें क्योंकि जब हम इसे सामान्य रूप से फैब्रिकेट करते हैं तो 35 μ मोटी कॉपर की परत छपी होती है और इस मामले के लिए सब्सट्रेट मटेरियल परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर होनी चाहिए तो हमने ग्राउंड प्लेन को डिफाइन किया है और सब्सट्रेट को अब हमें माइक्रोस्ट्रिप को डिफाइन करने की आवश्यकता है इसलिए यह करने के लिए कि पहले यहाँ से शुरू करें और फिर WCS को अलाइन करें फिर हम चाहते हैं कि हम कहीं अंदर से शुरू करें तो इसके लिए आप ट्रांसफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं आप y ट्रांसफर का उपयोग कर सकते हैं और हो सकता है कि इस वैल्यू को 10 दें जैसे कि इस ज्योमेट्री को यहां देखें तो इस विशेष बॉटम स्ट्रिप में 50 Ω इम्पीडेन्स है इसलिए हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि 50 Ω इम्पीडेन्स के अनुरूप चौड़ाई कितनी होगी हालांकि यह यहाँ दिया गया है यह 15 mm है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि CST का उपयोग करके कैलकुलेट कैसे करें तो यहां अगर आप होम में चेक करते हैं तो एक ऑप्शन मैक्रोज़ है जिसे आप कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो कैलकुलेट एनालिटिकल लाइन इम्पीडेन्स का उपयोग करें फिर थिन माइक्रोस्ट्रिप ऑप्शन पर जाएं और यहां विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं तो आप थिन माइक्रो स्ट्रिपलाइन को सिलेक्ट करने के लिए कोएक्सियल स्ट्रिप लाइनों और अन्य चीजों जैसे विभिन्न ऑप्शनों के अनुरूप विभिन्न लंबाई और चौड़ाई को कैलकुलेट कर सकते हैं εr 44 दे दो और मोटाई हम जानते हैं कि यह 08 है अब सिर्फ w बराबर 2 की जाँच करें इम्पीडेन्स कितनी होगी यह 4248 है अब हम जानते हैं कि w और z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं इसलिए यदि हम w को कम करते हैं तो मेरा इम्पीडेन्स बढ़ेगा तो आइए हम शायद 15 लेते हैं तो आप देखते हैं 15 से संबंधित है यह 5082 है तो यहाँ से आप 50 Ω स्ट्रिप की मोटाई की कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम 50 Ω स्ट्रिप बनाने की जरूरत है तो ऐसा करने के लिए केवल इससे स्ट्रिप माइनस नाम दें शायद l सब्सट्रेट लंबाई lsub 2 के रूप में ही ले और फिर w मैं केवल वेरिएबल दे रहा हूं और मैं इन वेरिएबल का मान रखूंगा तो इस कॉपर की मोटाई आप फिर से 35 माइक्रोन के रूप में लेते हैं तो w50 15 तो हम इस स्ट्रिप 50 Ω लाइन के लिए बनाया आप देख रहे है अब हमें λ4 स्टब बनाने की आवश्यकता है तो फिर से उसी स्ट्रिप का उपयोग करने के लिए और इसे एक स्टब के रूप में नाम दें हो सकता है कि हम स्टब की चौड़ाई 05 mm के रूप में लें तो w स्टब को इस से wstub 2 के रूप में वेरिएबल नाम दिया जा सकता है तो हम स्टब की चौड़ाई को w स्टब के अनुसार लेते हैं और उसी के अनुसार डिफाइन करते हैं और l स्टब के अनुसार λ 4 को उसी माइक्रो ऑप्शन का उपयोग करते हुए यह लगभग 42 mm आएगा तो हम उसी को डिफाइन करेंगे तो हम इसे 05 लेते हैं और फिर l स्टब 42 का करते हैं फिर हमें पोर्ट को डिफाइन करना चाहिए इसलिए पोर्ट को डिफाइन करने के लिए हमें इस फेस को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है फिर पोर्ट को डिफाइन करें यह 3 w50 hsub होना चाहिए हां इसी तरह से आप एक और पोर्ट को डिफाइन करते हैं जो इस तरफ है हाँ और फिर आप सिमुलेशन शुरू करते हैं हमें कुछ टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने λ 4 स्ट्रिप लाइन का उपयोग किया है और यह इस एंड पर ओपन है तो λ 4 स्ट्रिप लाइन के लिए हम जानते हैं कि यह उसके व्यवहार को इन्वर्ट करता है तो अब अगर यह ओपन है तो यह उस फ्रीक्वेंसी के लिए एक शॉर्ट की तरह कार्य करेगा जिसके लिए यह λ 4 है इसलिए सभी करंट इस एंड पर जाएंगी तो उस फ्रीक्वेंसी के अनुरूप यह बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह काम करेगा तो रिस्पॉन्ड को बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करना चाहिए रिस्पांस को देखेंगे इसलिए जैसा कि बीच में मैं उल्लेख कर रहा था प्रोग्रेस विंडो में हम देख सकते हैं कि मैसेज विंडो में प्रोग्रेस पर क्या हो रहा है हम विभिन्न वार्निंग और उन सभी चीजों को देख सकते हैं जिनके बीच में हम देख सकते हैं सिमुलेशन रिजल्ट जिस पैरामीटर विंडो से आप यहां देख सकते हैं वह सिमुलेशन अभी भी चल रहा है यहां कुछ मिनट लगेंगे इसलिए हमने w स्टब 05 को सिलेक्ट किया तो यह 05 के अनुरूप रिस्पांस होगी आप S21 को देखते हैं यह एक नॉच दिखा रहा है जिसका कारण है कि इसका मतलब है कि यह एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर है और S11 बहुत अधिक है तो यह दर्शाता है कि 1 GHz पर यह बैंड रिजेक्ट फिल्टर के रूप में कार्य करता है और तीसरे हार्मोनिक पर यह उसी तरह व्यवहार करेगा और जब आप 2 GHz पर देखते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी के दोगुने तक है तो लंबाई λ 2 होगी तो ओपन एक ओपन की तरह कार्य करेगा यह बैंड पास फिल्टर की तरह कार्य करना चाहिए तो यह वैसा ही व्यवहार दिखा रहा है जैसा बैंड पास फिल्टर को करना चाहिए तो यह है कि हमने देखा कि कैसे यह λ 4 डायरेक्ट कपल्ड रेजोनेटर बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करेगा इसलिए इसके साथ मैं निष्कर्ष निकालना चाहूंगा आज हमने CST माइक्रोवेव स्टूडियो के इंटरफ़ेस के बारे में चर्चा की फिर हमने बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन करने की कोशिश की FR4 सब्सट्रेट का उपयोग करके 08 mm की मोटाई और λ 4 रेजोनेटर के साथ अगले व्याख्यान में हम इसे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि कैसे λ 4 रेजोनेटर एक बैंड पास फिल्टर की तरह काम करेगा और उसके बाद हम पावर डिवाइडर और हाइब्रिड कपलर के डिजाइन के बारे में चर्चा करेंगे